नमस्कार और सुरक्षा तंत्र अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम के इस प्रदर्शन आप का स्वागत है तो हम इस बात को देखेंगे कि PLT कैसे काम करता है तो PLT निश्चित रूप से फंक्शनों के लिए पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है एड्रेस स्पेस लेआउट रैंडमाइजेशन को प्राप्त करने के लिए इसका काफी उपयोग किया जाता है और जैसा कि हमने पिछले व्याख्यानों में देखा है ASLR वास्तव में इनमें से काफी को रोक सकता है तो यह विशेष प्रदर्शन वास्तव में दिखाएगा कि हमें PLT कोड की आवश्यकता कैसे होगी या इसके बजाय PLT कोड वास्तव में आंतरिक रूप से कैसे काम करता है तो हमारे द्वारा उपयोग किया गया कोड आभाषी मशीन में मौजूद है जो इस पाठ्यक्रम के साथ आता है और विशेष रूप से यह कोड इस डायरेक्टरी nptel codesmodule5plt में मौजूद है हम यहाँ पर दो कोडो का उपयोग करते है एक mylibc और दूसरा driverc है तो mylibso एक लाइब्रेरी libmylibso को संकलित करता है और driverc इस लाइब्रेरी का उपयोग करता है और driver नाम का निष्पादित करने योग्य बनाता है तो mylibc कुछ इस तरह से दिखता है यह निश्चित ही दोहरी लिंक लिस्ट के लिए एक लाइब्रेरी है यह लिस्ट के लिए एक संरचना बनाता है जो mylibh में परिभाषित किया गया है यह दोहरी लिंक लिस्ट है तो इसमें डाटा है और इसमें पिछले और अगले नोड के लिए संकेतक है और इसमें बहुत सारी कार्यक्षमतायें है जो इस कोड में उपलब्ध है तो उदाहरण के लिए आप एक नया नोड इस लिस्ट में जोड़ सकते है आप नोड को हटा सकते है और आप लिस्ट के सभी अवयवों को छाप भी सकते है तो यह निमानानुसार driverc से बुलाया जाता है तो यह यहाँ एक उदाहरण है आप देख रहे है हमने mylibh को शामिल किया है और हमारे पास यहाँ एक main फंक्शन है हम दोहरी लिंक लिस्ट को आरंभिक मान देते है इस तरह से नोड बनाते है तीन नोड N1 N2 और N3 बनाते है और प्रत्येक में डाटा A B और C को रखते है और तब दोहरी लिंक लिस्ट को छापते है तो mylib को संकलित करने के क्रम में हम makefile चलाते है तो हम make clean और तब make चलाते है और हम क्या देखते है कि हम libmylibso लाइब्रेरी बना सकते है इसी तरह हम निम्नानुसार ड्राईवर बना सकते है ठीक है तो यह एक चेतावनी है जो यहां मौजूद है जिसे आप अनदेखा कर सकते हैं लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हम driverc को लाइब्रेरी से या इस L mylib का उपयोग कर जोड़ रहे हैं परिणाम ड्राइवर है तो जब आप ड्राइवर को निम्नानुसार चलाते हैं तो इसे चलाने के लिए हमें LD library path को निम्न प्रकार से निश्चित करने की आवश्यकता होती है इसे प्रविष्टि को इंगित करने के लिए छोड़ दें और इसे चलाएं और यह जो बनाता है वह दोहरी लिंक लिस्ट है A B और C को शामिल किये हुए है तो हम इस ड्राईवर कोड को अलग थलग करके देखते है तो यह driverdiss फाइल से प्राप्त किया जा सकता है और इसे हम यहाँ देखेंगे और main फंक्शन को जायेंगे तो यह क्या है फंक्शन असेम्बली कोड में कैसे दीखता है अब C में लिखे गए वास्तविक main फ़ंक्शन से तुलना करेंऔर जो हम क्या देखते हैं कि विभिन्न लाइब्रेरी फ़ंक्शन जैसे init new node print delete और अन्य को बुलाते हालाँकि हम यहाँ क्या देखते हैं कि संकलक ने इसे थोड़ा संशोधित किया है और सीधे new node को बुलाने के बजाय यह कुछ new node PLT को बुलाता है तो चलिए देखते है कि इस new nodePLT में क्या होता है तो आप पिछले व्याख्यानों में इस PLT से क्या मतलब है देख सकते है तो चलिए driver को चलाने के लिए GDB का उपयोग करते हैं और हम ब्रेकपॉइंट करेंगे इसलिए हम driver चलाते हैं तो हम देखते हैं ठीक तो हम driverc कोड को खोलते हैं पता को ढूढते हैं उस पंक्ति को ढूढे जहां new node बुलाया जाता है वह पंक्ति संख्या 19 है और हम इस तरह पंक्ति संख्या 19 पर एक ब्रेकपॉइंट लगाते हैं और कोड निष्पादित करना जारी रखते हैं हम क्या देखते है पंक्ति संख्या १९ पर ब्रेकपॉइंट है तो चलिए हम कोड को अलग करते है तो हम देखते है कि हम new nodePLT को बुला रहे है और यह new nodePLT 0x8048530 स्थान पर उपस्थित है तो यह कोड में एक PLT खंड से मेल खाता है तो हम इसके माध्यम से एक कदम बढ़ा सकते हैं और देख सकते हैं कि अब हम new node PLT में हैं हम इसे अलग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें तीन निर्देश शामिल हैं एक अप्रत्यक्ष कूद एक डालना और एक कूद अनुदेश तो new node को पहली बार बुलाने के दौरान जो इस बुलाने पर है तो यह पहली कूद निम्नानुसार काम करती है यह अनिवार्य रूप से उस पते पर कूदती है जो इस स्थान पर निर्दिष्ट है जो कि स्थान 804A024 है स्लाइड समय देखें तो हम इस स्थान की सामग्री को 0x804A024 देखते हैं और हम देखते हैं कि इसमें 0x08048536 शामिल है तो इसका क्या मतलब है कि यह कूद 0x08048536 पते पर जाएगी अब new node के पहले आह्वान में जो पंकित संख्या 19 पर है जिसे हम देखते हैं कि यह पता वास्तव में PLT में अगली पंक्ति या PLT में अगला निर्देश है तो निश्चित रूप से क्या होता है कि निष्पादन के दौरान यह कूद अनिवार्य रूप से PLT कोड में अगली पंक्ति में कूदता है फिर यहाँ एक डालने का निर्देश है एक push 0x30 और इस स्थान 0xA0484C0 पर एक कूद है यह स्थान लोडर में होगा जो निश्चित रूप से नए नोड के वास्तविक पते को हल करता है और इन नए नोड के वास्तविक या सही पते के साथ इस स्थान पर भरा जाएगा तो हम इसे होते हुए देखते हैं इसलिए हम इसके माध्यम से एक कदम उठाएंगे यह देखेंगे कि हम अगली पंक्ति में हैं इसलिए हम फिर से कदम बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम कूद पर हैं अब हम रिज़ॉल्वर में कूदने जा रहे हैं जो यहाँ है और हम इस रिज़ॉल्वर से आदेश gdb finish प्रविष्टि करके बाहर आ सकते हैं और हम देखते हैं कि हम रिज़ॉल्वर से बाहर आ गए हैं तो रिज़ॉल्वर ने क्या किया है इसने यह पता ढूढा है तो यह नए नोड के लिए GOT प्रविष्टि है और इस स्थान में नए नोड के लिए सही पते पर भरा गया है तो हम इसे सत्यापित करते हैं तो हम इस समान आदेश को इस तरह से फिर से चला सकते है और हम क्या देखते हैं कि इस स्थान में मौजूद मान 0xF7FD165F से बदल गया है तो हम क्या देखते हैं कि यह पता वास्तव में नए नोड का पता है तो नए नोड के पते को छापते हुए हम देखते हैं कि इसमें समानता है तो निश्चित रूप से क्या हो रहा है कि नए नोड के पहले आह्वान के दौरान यह PLT में कूदता है और फिर उस फ़ंक्शन new node के लिए GOT प्रविष्टि से ऑफसेट प्राप्त करता है और फिर एक रिज़ॉल्वर में जाता है रिज़ॉल्वर इस फ़ंक्शन के इस पते को हल करता है और यहाँ पर GOT प्रविष्टि को संशोधित करता है जैसा कि हम इस चीज़ में देखते हैं और फिर निष्पादन जारी रखते हैं अब new node के दूसरे आह्वान के दौरान हम सीधे इस स्थान पर अप्रत्यक्ष कूद का उपयोग करते हुए कूदेंगे अर्थात् new node का स्थान और इसलिए केवल new node का पहला आह्वान new node फ़ंक्शन के वास्तविक पते के समाधान के क्रम में उपयोग करके समाधान करने के लिए रिज़ॉल्वर की आवश्यकता होगी सभी new node के बाद के आह्वान इस अप्रत्यक्ष कूद का उपयोग करके सीधे new node फ़ंक्शन पर जाएंगे और हम निष्पादन जारी रख सकते हैं अब हम यहां क्या देखते हैं कि यदि कोई दुर्भावनापूर्ण फंक्शन होता है तो अब हम जो कर सकते हैं वह यह है कि हम इस दुर्भावनापूर्ण फंक्शन को निष्पादित कर सकते हैं ध्यान दें जो main फंक्शन हम यहां देखते हैं उसमें दुर्भावनापूर्ण फ़ंक्शन का कोई आह्वान नहीं है लेकिन जो हम दिखाएंगे वह यह है कि हम इस पूरी प्रणाली को निम्न प्रकार से किए गए दुर्भावनापूर्ण फ़ंक्शन को लागू करने के लिए चालाकी कर सकते हैं तो GDB को फिर से शुरू करने देता है और हम एक ब्रेकपॉइंट को पंक्ति संख्या 19 में और पंक्ति संख्या 20 पर भी डाल देंगे और फिर प्रोग्राम को चलाएंगे और सिंगल स्टेपिंग इंस्ट्रक्शन जारी रखेंगे और पहले कि तरह हम new nodePLT में जाते है अब हम क्या करेंगे GOT प्रविष्टि लिख लेंगे इसलिए हम देखेंगे कि पहले की तरह GOT प्रविष्टि इस स्थान पर है ठीक है यही सब हम चाहते है हम निष्पादित करना जारी रखेंगे और हम देखते हैं जैसा कि पहले किया गया था कि यह विशेष GOT प्रविष्टि new node के वास्तविक पते से भरी जाएगी हम new node के पते का निरीक्षण करके यह सत्यापित कर सकते हैं अब हम क्या कर सकते हैं हम GOT प्रविष्टि को संशोधित कर सकते हैं और हम इसे निम्न प्रकार के दुर्भावनापूर्ण फंक्शन के लिए एक बिंदु बना सकते हैं इसलिए हम जो करते हैं वह GOT प्रविष्टि को संशोधित करना है ताकि यह दुर्भावनापूर्ण फंक्शन को इंगित करे अब new node के दूसरे आह्वान में यह इस PLT में चला जाता है और निर्दिष्ट पते को चुनता है और कूदता है यह स्थान जो निश्चित रूप से दुर्भावनापूर्ण फंक्शन है और इसलिए यह दुर्भावनापूर्ण फंक्शन को निष्पादित करने वाला है हम देखते हैं कि यदि हम निष्पादन जारी रखते हैं तो क्या होगा इसलिए new node निष्पादित करने के बजाय यह वास्तव में दुर्भावनापूर्ण फंक्शन में आ गया है तो इस तरह से हमने क्या देखा है हमने देखा है कि इस विशेष प्रोग्राम के निष्पादन तरीके को बदलने के लिए GDB का उपयोग कैसे किया जा सकता है अधिक दुर्भावनापूर्ण अनुप्रयोग में उदाहरण के लिए एक हमलावर GOT प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए प्रोग्राम में भेद्यता का उपयोग करेगा और इस तरह इसके निष्पादन तरीके को बदल देगा तो हम वेबसाइट पर कुछ निर्दिष्टिकरण या कुछ चुनौतियां डालेंगे और आप यह दिखाने के लिए भेद्यता का उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं कि आप निष्पादन तरीके को संशोधित करने के लिए GOT प्रविष्टि का उपयोग कैसे कर सकते हैं धन्यवाद